सभी तरह के प्रोटींस को कैसे वर्गीकृत करें तथा विभिन्न तरह के क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स क्या क्या है विद्यार्थी क्लासिफिकेशन रियल DNA बाइंडिंग प्रोटीन है या नहीं या ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन है या नहीं या ट्रांस मेंब्रेन फिजिकल प्रोटीन है कीबीटा बैरल प्रोटीन है या ड्राइवरम्यूटेशन है या फिर पैसेंजरम्यूटेशन इसके अलावा हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग पिया जहां हमने यह चर्चा की थी कि वह मालिगनेंट है या बनाईन ट्यूमर है तो हमने क्लासिफिकेशन प्रोबलम के बहुत से पहलुओं की चर्चा की थी फिर हमने बहुत से रियल वैल्यू प्रॉब्लम की भी चर्चा की थी दो उदाहरण के लिए अगर आपने विलायक की पहुंच तो आप अमीनो एसिड स्कोर या तो दबे हुए में वर्गीकृत कर सकते हैं या सतह पर प्रकट रूप में या फिर आप उसकी सटीक वैल्यू जैसे 155 अंगस्ट्रोम स्क्वायर वगैरह भी अनुमानित कर सकते हैं पहला बिंदु डाटा सेट है तो डाटा सेट classification problems विभिन्न तरह की वैल्यू से बना होता है और अनबायस तथा नॉन रिडंडेंट होता है एक बार हमारे पास जब डाटा सेट आ जाता है तो हम उसमें से विशेषताएं निकालते हैं मैं इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जो भी विशेषताएं निकाल रहे हैं वह हमारी प्रॉब्लम पर लागू हो सके या उसके मुताबिक हो उदाहरण के लिए अगर आप DNAबाइंडिंग प्रोटीन बोले तो आपको यह पता होना चाहिए की वहरिड्यूस की तरफ बायस होगा जोकि पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इसी तरीके से आपको विशेषताओं का चयन करना होगा जोकि आपकी प्रॉब्लम के अनुकूल हो एक बार विशेषताओं के चयन हो जाने के बाद हमको उनमें से महत्वपूर्ण वालों को अलग करना होगा उदाहरण के लिए कुछ विशेषताएं एक जैसे होते हैं उदाहरण के लिए अगर कॉरिलेशन 095 है तो हमने स्कोर बायस कर दिया क्योंकि हम एक ही विशेषता दो बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उन विशेषताओं का चयन करना होगा जोकि महत्वपूर्ण हो तथा जो विभिन्न तरह के प्रोटीन की व्याख्या तथा भेद कर सके फिर जब एक बारसारे विशेषताओं का चयन हो जाए तब हम विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि स्टैटिसटिकल तरीका या मशीन लर्निंग तकनीक ताकि हम विभिन्न तरह के प्रोटीन को वर्गीकृत कर सकें या और दूसरे अनुप्रयोगों में इस्तेमाल कर सकें एक बार जब हमने तरीके का विकास कर लिया तब फिर हमें उसकी प्रदर्शन को भी जांच ना होता है इसके लिए हम कौन कौन से मापदंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं विद्यार्थी एक्यूरेसी सेंसटिविटी स्पेसिफिसिटी एक्यूरेसी ROC याद करिए दो हम ऐसे मापदंडों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरीके के प्रदर्शन को मापने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि सिर्फ एक्यूरेसी ही काफी नहीं होगा बल्कि सभी मापदंड जैसे सेंसटिविटी स्पेसिफिसिटी भी जरूरी है यह देखने के लिए की विकसित किए गए तरीके का प्रदर्शन ठीक है या नहीं के बाद हम विभिन्न प्रक्रिया से इसका सत्यापन भी करते हैं जैसे कि सेल्फ कंसिस्टेंसी या n फॉल्ड क्लास वैलिडेशन क्या जैक नाइफ या फिर स्पिलीट सैंपलिंग वगैरह फिर एक विकसित किए गए तरीके के प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाने पर आप अपना वेब सर्वर को विकसित करते हैं अनुप्रयोगों के लिए ताकि दूसरे भी इसका इस्तेमाल कर सकें तो इन सभी वर्गीकरण में से आज मैं एक अनुप्रयोग की व्याख्या करूंगा मशीन लर्निंग तकनीक तथा स्टैटिसटिकल तरीके के साथ जोकि दो प्रोटीन समूह को वर्गीकृत करने के लिए होगा यहां आपको और जानकारी देगा उन विभिन्न पहलुओं की जो कि हमें संज्ञान में लेना चाहिए किसी भी कार्य कार्यक्रम के विकास के लिए तथा किसी भी अनुप्रयोग के लिए यहां में दो विभिन्न प्रोटीन के बारे में बता रहा हूं जैसे एक ट्रांस मेंब्रेन हेलिकल प्रोटीन और ट्रांस मेंब्रेन स्ट्रैंड प्रोटीन हमने पिछली कक्षा में ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन की चर्चा की थी यह क्या होता है विद्यार्थी समय देखें0403 सही है तो प्रोटींस जो कि किसी जैविक मेंब्रेन में धंसे हुए होते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह मेंब्रेन हैं और यहां पर यह मेंब्रेन में धंसा हुआ है तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं दोस्त विभिन्न तरह के प्रोटीन की जिनमें से एक मेंब्रेन के अंदर है और हेलिकल है तो इस तरह के प्रोटीन को हम ट्रांस मेंब्रेन हेलिकल प्रोटीन कहते हैं अगर आप दूसरी तरह वाले प्रोटीन को यहां देखें तो यह वह प्रोटीन है जो कि बीटा बैरल रखता है तो संक्षिप्त में मैं इसे TMH और TMS कहूंगा अगर आपके पास बहुत सारी प्रोटीन है तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं इनमें से कौन सी हेलिकल वाली है तथा कौन सी स्ट्रैंड वाली है उसको करने के लिएदो विभिन्नतरीके हैं जिसकी मैं व्याख्या करूंगा मुख्यतः यह स्टैटिसटिकल तरीका है और मशीन लर्निंगतकनीक इसे करने के लिए मैं सबसे पहलेक्या करना होगा विद्यार्थी डाटा सेट सबसे पहले हमें एक डाटा सेट चाहिए फिर उसमें से हमें विशेषताओं को निकालना होगा यहां पर सबसे पहले में तरीके का बात करूंगा जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है तो यहां पर यह आपका डाटा सेट A और B है जिसमें से आप विशेषताएं निकाल सकते हैं उदाहरण के लिए यहां पर मेरे को अमीनो एसिड का कंपोजीशन दिखाया है तो अगर हम इसकी गणना करें और इसे हम इस नोड पर ले तो फिर किसी भी xप्रोटीन के लिए अगर मैं कंपोजीशन की गणना करूं और क्लास A से तुलना करूं उदाहरण के लिए अगर मैं TMH की तुलना करना क्लास B से तो यहां TMS है इस तुलना में अगर विचलन कम है यहां पर B मैं यह TMS है जोकि A मैं बहुत कम है तो इसे हम TMH प्रोटीन कहेंगे तो सही जानकारी के लिए और स्टैंडर्ड वैल्यू को पाने के लिए हमें स्टैंडर्ड डाटा की आवश्यकता होगी तो इस स्थिति में हमें एक डाटा सेट चाहिए तो हमारे पास बहुत से स्रोत हैं डाटा के लिए तो हमने पहले ही बहुत से डाटा सेट्स के बारे में चर्चा की थी या विभिन्न डाटा सेट कौन कौन से हैं विद्यार्थी PDB PDB किस लिए होता है विद्यार्थी संरचना DNA अनुक्रम के लिए प्रोटीन संरचना विद्यार्थी जनबैंक जनबैंक या समय देखें0621 प्रोटीन संरचना विद्यार्थी यूनिपोर्ट यूनिपोर्ट ठीक है स्थिरता के लिए विद्यार्थी प्रोथर्म प्रोथर्म दो मैंने बहुत से डेटाबेस की चर्चा की यहां हमारा उद्देश्य ट्रांस मेंब्रेन हेलीकल प्रोटीन और स्ट्रैंड प्रोटीन को वर्गीकृत करना है आप प्रोटीन डाटा बैंक से भी जानकारी ले सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत से डेटाबेस हैं जोकि खास तौर पर ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन के लिए है जैसे TM topo या PDBTM वगैरह तो डेटाबेस जैसे TM topo या PDBTM मैं अक्सर हाल ही में उत्पन्न में नए डाटा अपडेट होते रहते हैं तो यहां हम PDBTM का इस्तेमाल करेंगे यह वही PDB डेटाबेस है बस यहां ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन के लिए है इसलिए संक्षिप्त में इसे PDBTM कहते हैं तो इस डेटाबेस में आप विभिन्न तरह के ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन देख सकते हैं जैसे की हेलीकल या फिर बेटा बैरल वाले हेलिक्स की संख्या या स्ट्रैंड की संख्या के आधार इसमें कई विकल्प होते हैं जिसके जरिए आप डाटा को निकाल सकते हैं इसके अलावा प्रोग्राम को विकसित कर सकते हैं जो उन रेसिड्यू की पहचान के लिए जोकि मेंब्रेन में या एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में मौजूद हैं किसी भी अनुक्रम या फिर संरचना के लिए आप नॉन रिडंडेंट डाटा सेट के आधार पर आपके पास डाटा दो डाउनलोड करने का भी विकल्प होता है तो अगर अभी हमारे पास ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन है तो यहां यह करीब 3000 अल्फा है और 300बीटा बैरल प्रोटीन है तो जब इन्हें डाउनलोड करते हैं तो आपको इसमें रिडंडेंट अल्फा और नॉन रिडंडेंट अल्फा दोनों ही मिलेगा इसके अलावा रिडंडेंट बीटा और नॉन रिडंडेंट बीटा भी मिलेगा सबसे पहले हम सारे रिडंडेंट वालों की बात करते हैं तो जब भी आपको रिडंडेंट डाटा मिलता है तो उसके साथ नॉन रिडंडेंट भी आते हैं इसके लिए आप कुछ विशिष्ट कट ऑफ लगाते हैं जैसे कि या तो 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत कई बार हम कट ऑफ अपने जरूरत के हिसाब से भी लगाते हैं तो डाटा डाउनलोड हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा विद्यार्थी रिडंडेंसी आपको नॉन रिडंडेंट डाटा सेट लेना होगा अब आप अगर PDBTM नहीं जाएंगे तो आपको सभी TMH और TMS का अनुक्रम मिल जाएगा तो आपका डाटा सेट तैयार हो गया फिर इसमें से हमें रिडंडेंसी को हटाना होगा और हम तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे रिडंडेंसी को हटाने के लिए हमने पहले कौन कौन से विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा की थी विद्यार्थी क्लस्टरिंग आप देख सकते हैं cd hit blastclust विद्यार्थी blastclust Poises पर विद्यार्थी हमने विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी तो अगर हम तो हैं cd hit इसमें बहुत से विकल्प हैं इसके अलावा हमने कमेंट एक ही चर्चा की थी जो कि हम cd hit तो देते हैं नॉन रिडंडेंट अनुक्रमांक को निकालने के लिए आप इसकेसाइज को निर्धारित समय देखें0905 कर सकते हैं और रिडंडेंसी को भी या जब हमें इनपुट फाइल देते हैं समय देखें 0909 और आउटपुट फाइल मिलता है तो cd hit मैं यह सारे विकल्प मौजूद हैं तो रिडंडेंसी को हटाने के लिए हम ऑनलाइन cd hit का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपसे अनुक्रम की पहचानवर्ल्ड साइज आदि के बारे में पूछा जाएगा तो आपको नॉन रिडंडेंट अनुक्रम मिल जाएगा तो उदाहरण के लिए अगर आपको 30 प्रतिशत रिडंडेंसी चाहिए तो आप 03 इस्तेमाल कर सकते हैं इससे आपको नॉन रिडंडेंट अनुक्रम मिलेगा एक बार हमें जॉब PDBTM से अनुक्रम डाउनलोड होकर मिल जाएगा तब हम उसमें से रिडंडेंसी को कट ऑफ के जरिए कम कर देंगे उदाहरण के लिए cd hit के इस्तेमाल से हम 30 कटऑफ वाले अनुक्रम को हासिल कर सकते हैं तो अब हमें विशेषताओं के बारे में सोचना होगा तो हम कौन से तरह के विशेषताएं निकाल सकते हैं और ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जोकि अर्थपूर्ण हैं था इन प्रोटीन के लिए उपयोगी है एक विशेषता जो आप सोच सकते हैं वह है हाइड्रोफोबिसिटी अगर आप ट्रांस मेंब्रेन हेलीकल प्रोटीन को देखें तो इसके ट्रांस मेंब्रेन वाले हिस्से में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यू ज्यादा होंगे तो यह आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह हाइड्रोफोबिक प्रवृत्ति का होगा फिर आपइस हाइड्रोफोबिसिटी को कंपोजीशन में भी देख सकते हैं क्योंकि अगर आप ट्रांस मेंब्रेन वाले हिस्से को देखें तो इसमें अमीनो एसिड्स जैसे किलुसीन एलनीन वेलिन तथा एरोमेटिक रेसिड्यू बहुतायत में होंगे तो इनका कंपोजीशन भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इन दो तरह के प्रोटीन को वर्गीकृत करने के लिए तो चलिए देखते हैं इस कंपोजीशन को कैसे प्राप्त करें और कैसे इनकी गणना करें विद्यार्थी 20 रेसिड्यू उसके लिए I का n ले और भाग दे N से N कुल रेसिड्यू की संख्या है एक प्रोटीन में तो यहां मैंने डाटा दिखाया विभिन्न अमीनो एसिड रेसिड्यू के लिए आप देख सकते हैं कि यह 20 विभिन्न अमीनो एसिड रेसिड्यू हैं और इनकी वैल्यू हमारे पास है यहां अगर आप देखें तो यह डाटा TMH अल्फा प्रोटीन का है और यहां हमारे पास TMS प्रोटीन का डाटा है अगर आप इनके वैल्यू का मिलान करें तो हम देखेंगे कि कुछ रेसिड्यू अल्फा प्रोटीन में प्रभावी हैं और कुछ TMS प्रोटीन में उदाहरण के लिए अगर आप लूसीन 9leucine को देखें तो यह 014 या 015 है मगर बीटा प्रोटीन के लिए यह बहुत ही कम है जैसे 004 005 006 वगैरह इसी तरीके से कुछ और भी रेसिड्यू हैं उदाहरण के लिए अगर आप वैलीन और ट्रिपटोफैन का मिलान करें तो आपको अंतर दिख जाएगा वैसे हमने पहले विभिन्न प्रोटीन के लिए उनके कंपोजीशन की चर्चा की हुई है तो आप कंपोजीशन को ले सकते हैं जो की एक महत्वपूर्ण विशेषता हो सकता है हम दोनों तरह के प्रोटीन के वर्गीकरण के लिए मैं आपको परिणाम दिखाता हूं यह की अनुमान की एक्यूरेसी या प्रदर्शन क्या है अगर कंपोजीशन एक विशेषता है तो सबसे पहले हम स्टैटिसटिकल तरीके के बारे में बात करेंगे तो अब हमारे पास संपूर्ण कंपोजीशन है उदाहरण के लिए आपके पास 500 या 1000 प्रोटीन है तो सारे प्रोटींस को ले चाहे वह TMH हो या TMS आप सबका संपूर्ण कंपोजीशन को ले सकते हैं एक बार जब आपके पास कंपोजीशन आ गया वह आप एक नए प्रोटीन को ले जैसे प्रोटीन X हम प्रोटीन X को ले और फिर हम यह गणना करें यह कितना अलग है उसके लिए या तो आप यूक्लिडियन दूरी या फिर हेमिंग दूरी ले सकते हैं तो यह हेमिंग दूरी क्या है और इसकी गणना कैसे करें विद्यार्थी कंपोजीशन के बीच में अंतर अंतर सही है A के कंपोजीशन मैं से X के कंपोजीशन को घटाएं अगर आप एक प्रोटीन सेट को लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह सिग्मा i बराबर होगा 1 से 20 तक संपूर्ण प्रोटीन A और कोई प्रोटीन X के लिए का कंपोजीशन i बराबर होगा 1 से 20 तक तो आप 20 रेसिड्यू तक कर सकते हैं फिर आप इसकी अंतर का एब्सलूट वैल्यू ले ले लेकिन यूक्लिडियन दूरी के संदर्भ में आप इस इक्वेशन मैं i का स्क्वायर रूट लेंगे जो कि बराबर होगा 1 से 20 तक तो यहां TMH प्रोटीन है और यह किसी भी क्वेरी प्रोटीन के लिए हो सकता है इसी तरीके से आप यहां TMS के लिए और किसी भी क्वेरी प्रोटीन के लिए भी कर सकते हैं तो यह आपकी क्वेरी प्रोटीन है अब से प्राप्त अंतर का आप स्क्वायर रूट करें और सबको जोड़ कर फिर स्क्वायर रूट निकाले तो आपको d अल्फा i और d बीटा i मिलेगा फिर जब आप d अल्फा i और d बीटा i का मिलान करेंगे तो या तो आप इसमें से यूक्लिडियन दूरी को प्राप्त कर सकते हैं या फिर हेमिंग दूरी को यहां आपको बताएगा कि आपकी प्रोटीन TMS है या TMH उदाहरण के लिए अगर यह वैल्यू है तो आप एक्चुअल क्लास देख सकते हैं तो अल्फा 15 है यह बीटा 019 है और यह 015 019 है तो अनुमानित क्लास क्या है विद्यार्थी अल्फा TMH ठीक है क्या दूसरा वाला TMH है यहां पर कुछ TMS भी है क्योंकि कम है आप इन दो संख्याओं का मिलान करें और देखें कि कौन सा कम है फिर आप को अनुमानित क्लास मिल जाएगा क्योंकि यह 015 है जो कि 019 से कम है तो यह TMH है तो हम इसको से ही TMH क्लास में रख देंगे यहां आप देख सकते हैं कि यह उत्तम मिलान है तो हम सभी तरह के उदाहरणों को देख सकते हैं आपको परिणाम मिलते हैं आप गणना करें आप जांच करें सेंसटिविटी स्पेसिफिसिटी और एक्यूरेसी के साथ तो फिर यहां पर सेंसटिविटी क्या होगी विद्यार्थी 100 प्रतिशत 100 प्रतिशत सही है तो यह चार भागा चार है तो यह 100 प्रतिशत है स्पेसिफिसिटी 100 प्रतिशत एक्यूरेसी के बराबर है विद्यार्थी 100 प्रतिशत 8 भाग 8 यह 100 प्रतिशत होगा तो यहां ठीक है आप कर सकते हैं आप यहां डाटा 8 को देखें और इस तरीके से आप सारे डाटा सेट प्रशिक्षण को ले सकते हैं और प्रदर्शन को जांच कर सकते हैं इस प्रशिक्षण के द्वारा फिर आप इसको दो समूहों में बांटा पहला मानने 60 प्रतिशत 60 प्रतिशत से हम TMH और TMS का कंपोजीशन प्राप्त कर सकते हैं फिर बचे हुए 40 प्रतिशत से हम टेस्ट कर सकते हैं समान वैल्यू ज का इस्तेमाल करके तो इन40 प्रतिशत से आप टेस्ट कर के आप देख सकते हैं कि क्या यह प्रोटीन सही तरीके से TMS या TMH की पहचान कर पा रहा है या नहीं और फिर आप इसकी प्रदर्शन को भी जांच सकते हैं फिर कई बार अगर आपके पास कुछ छोटेडेविएशन हैं उदाहरण के लिए 01 या 005 देखिए छोटे डेविएशन के लिए प्रदर्शन कम होगा इस स्थिति में आप एक और फंक्शन जोड़ सकते हैं आप A के सिग्मा i और B के सिग्मा i का मिलान करें किसी भी X के साथ और आप उसमें ऐरर फंक्शन को जोड़ सकते हैं उदाहरण के लिए या 005 है इसके बाद अगर डेविएशन बढ़ता है तो आप फंक्शन को बदल दे और आप अपनी तरीके काफी अनुकूलन कर सकते हैं जिससे कि आपको बेहतरीन प्रदर्शन भी ले अगर आप इस स्थिति की बात करें तो यहां पर आपको बेहतर प्रदर्शन मिलता है सिर्फ A और B के सिगमा वैल्यू का अंतर प्रोटीन X के साथ करके तो यह स्टैटिसटिकल तरीका है जिसमें आपको विशेषताओं को देना है और उनका इस्तेमाल करना है और आपको प्रदर्शन को जांचना है और आपको ऐरर फंक्शन का भी चयन करना है और फिर आप विभिन्न पैरामीटर्स में फेरबदल करके अपने तरीके का अनुकूलन कर सकते हैं तो इसी तरीके से मशीन लर्निंग भी एक अलग तरह की तकनीक है यहां पर आपको इन सभी चीजों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप कुछ विशेषताओं को इकट्ठा करते हैं तो मशीन लर्निंग आपके इनपुट डाटा को समझेगा और उसके अनुरूप आउटपुट देखा यह महत्वपूर्ण विशेषताओं का चयन करेगा और इस तरीके से प्रशिक्षित करेगा कि आपका इनपुट आपके आउटपुट के साथ मैप हो जाता है और वह भी बेहतरीन प्रदर्शन के साथ पिछली कक्षा में मैंने थोड़ा बहुत चर्चा किया था मशीन लर्निंग तकनीक का इस कक्षा में मैं इसकी थोड़ी और चर्चा करूंगा और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा आप कंप्यूटर साइंस कोर्स की कक्षा भी ले सकते हैं यहां पर X कहां है X आपका इनपुट है तो Y आपका आउटपुट है यहां यह लर्निंग एल्गोरिथम है यहां पर आपका कारण यह है कि आपको दिए गए X मैं प्रोटीन स्कोर वेद करना है Y मैं और बताना है कि यह TMS है या TMH है तो यह आप कैसे पता लगाएंगे कि क्या आपका एल्गोरिथ्म प्रोग्राम इस अनुभव के जरिए कुछ सीखा है कि नहीं तो अगर आप अनुभव से सीखने को कहते हैं तो आप देख सकते हैं E अनुभव को बताता है किसी भी कार्य के लिए तो आपका कार्य क्या है ट्रांस मेंब्रेन हेलीकल और ट्रांस मेंब्रेन हैं बीटा बैरल प्रोटीन को वर्गीकृत करना तो प्रदर्शन के संदर्भ में कौन कौन से मापदंडों की हमने चर्चा की थी सेंसटिविटी स्पेसिफिसिटी एक्यूरेसी वगैरह अगर हम सिर्फ सीखने समय देखें 1834 को ले और हम प्रदर्शन देखें किसी कार्य के लिए जिसे हम P से दर्शाते हैं जोकि अनुभव E के साथ बेहतर होता है अगर अनुभव के साथ इसे जानकारी मिलती है तो लर्निंग एल्गोरिथम इसके प्रदर्शन को बढ़ाता है तब हम यह कह सकते हैं हमारे कार्य T जो कि ट्रांस मेंब्रेन हेलीकल और स्टैंड प्रोटीन के वर्गीकरण के लिए है के संदर्भ में हमारा प्रोग्राम सीख रहा है अनुभव E की वजह से प्रदर्शन P बेहतर हो रहा है उदाहरण के लिए एक्यूरेसी इसका मतलब किया से किसी सूरत में सीख सकता है जब हमारे खुद के कार्य के लिए प्रदर्शन बड़े तब तो मशीन लर्निंग के विभिन्न अनुप्रयोग क्या क्या है तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे अनुप्रयोग है ना कि सिर्फ जीव विज्ञान में बल्कि सभी पहलुओं में उदाहरण के लिएडाटा माइनिंग में आप बहुत ही बड़े डाटा सेट के साथ सीखते हैं जो कि किसी भी क्षेत्र का जैसे भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या इंजीनियरिंग कुछ भी तो यह बहुत ही विशाल डाटा सेट से सीखता है और आप उसमें से विशेषताएं निकाल सकते हैं प्रदर्शन के लिए जो कि हमें चाहिए उदाहरण के लिए अगर आप देखें कटिंग मशीन इनपुट की पहचान जैसे हाथ की लिखावट हर्षा और चित्रों की पहचान यह इन चित्र को पड़ सकता है फिर आप यह सही सही बता सकते हैं की इसका क्या मतलब है जैसे विभिन्न हाथ के लिखावट भाषा इसके अलावा सेल्फ एडेप्टटिंग प्रोग्राम रिकमेंडेशंस सिस्टम और मॉडलिंग कंपलेक्स सिस्टम है उदाहरण के लिए आप देखें ब्रेन तो यहां आप विभिन्न न्यूरॉन्स देख सकते हैं उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न मशीन लर्निंग तकनीक के द्वारा आप कंपलेक्स सिस्टम का मॉडल बना सकते हैं तो फिर विभिन्न लर्निंग एल्गोरिथ्म क्या है इस मशीन लर्निंग के लिए विभिन्न लर्निंग learning एल्गोरिथ्म है उदाहरण के लिए लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिसीजन ट्री यह सब डाटा का वर्गीकरण करेगा अगर A ज्यादा है B से तो आप यह ले और मिलान करें D के साथ अगर यह A कम है D से तो तो यह एक और वर्ग हो सकता है इसी तरीके से यह विभिन्न विशेषताओं का मिलान करता है और आखिर मैं एक पेड़इस आधार पर फिर आप अपने प्रोटीन को वर्गीकृत करते हैं शर्तों के आधार पर कि ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन है या और कोई SVM सपोर्ट रिकमेंडेशन है या मैं जल्द ही व्यवस्था कर लूंगा और नेव बायस और k नियरेस्ट नेबर्स k मतलब क्लस्टरिंग रेंडम फॉरेस्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वगैरह तो संदर्भ में विभिन्न मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है और हर एक एल्गोरिथ्म कि अपनी कुछ फायदे या नुकसान है और इनका चयन हम प्रॉब्लम तथा इनपुट पैरामीटर के आधार पर करते हैं जिससे हमें फाइनल आउटपुट जरूरत के हिसाब से मिलता है तो प्रॉब्लम के आधार पर हम विभिन्न तरह के एल्गोरिथ्म का चयन कर सकते हैं तो क्या हम कुछ उदाहरण रखते हैं जब हमारा पहला कार्य है तो विशेषताओं के आधार पर हमें प्रोटीन का भेद करना है उंदरा उधर के लिए यहां मैंने एक सरल विशेषता का इस्तेमाल किया है जोकि हाइड्रोफोबिसिटी है यह सिर्फ एक वैल्यू है इस एक वालों का इस्तेमाल करके हम दो तरह एक दो तीन का भेद कैसे कर सकते हैं पहले हमने TMH और TMS के लिए चर्चा की जहां हेलीकल प्रोटीन हाइड्रोफोबिसिटी से भरपूर होते हैं तो चलिए देखते हैं इस हाइड्रोफोबिसिटी का इस्तेमाल कैसे करें कि क्या हम वर्गीकरण कर सकते हैं या नहीं तो हमने यहां विभिन्न प्रोटीन की गणना की है और यहां मैं आपको 10 प्रोटीन का उदाहरण दिखा रहा हूं यह 5 TMS और यह 5 TMH वाले हैं तो प्रोटीन में भेद कैसे करें उधर के लिए हमने H वैल्यू निर्धारित कर दी और आप कोई भीथ्रेसोल्ड दे सकते हैं थ्रेसोल्ड के लिए आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन बेहतर है या नहीं यहां एक रेखा लगाएं तो TMS के प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिएकैसे हो यह 5 बटे 5है विद्यार्थी4बटे 5 4बटे 5अब कौन सा बेहतर है विद्यार्थीनया वाला दूसरा वाला बेहतर है अब हम दूसरा थ्रेसोल्ड से कोशिश करते हैं अब क्या होगा विद्यार्थी चार बटे 5 4 बटे 5 विद्यार्थी 4 बटे 5 4 बटे 5 तो यहां पर 3 थ्रेसोल्ड है इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा है विद्यार्थी दूसरा वाला सबसे बढ़िया है तो हम अलग अलग थ्रेसोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फिर अनुकूलन कर सकते हैं फिर आप उसका प्रदर्शन देखें और यह देखें कि किस थ्रेसोल्ड से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन मिल रहा है तो आप वैसे ही करें जैसा हम कर रहे हैं समय देखें 2322 तो मशीन लर्निंग में यह सारी संभावनाओं को देखता है और आपको यह बताता है कि उसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कौन सा विकल्प सबसे बढ़िया है तो यहां पर प्रदर्शन का मतलब अनुमान का एक्यूरेसी और अनुभव है जहां किसी भी डाटा को हाइड्रोफोबिसिटी के लिए अनुकूल बनाना तथा सिखाना है तो अंततः उसे अनुकूल बनाएगा और सबसे बढ़िया प्रदर्शन देगा अगर आप यहां पर एक और रेखा लगाएं क्योंकि प्रदर्शन बहुत व्यापक है तो इसका आपको अनुकूलन करना होगा अब इसको हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप रियल वैल्यू उसके साथ चले उदाहरण के लिए अगर आप किसी प्रोटीन के स्थिरता की बात करें तो डेल्टा G के लिए हाइड्रोफोबिसिटी H की वैल्यू किस हद तक जा सकती है तो इस हाइड्रोफोबिसिटी H के लिए हमें विपिन डेल्टा G मिलेंगे तो अगर हमें H की जानकारी नहीं है तो क्या हम स्थिरता का अनुमान लगा सकते हैं तो अपने तरीके को कैसे अनुकूल बनाया तो प्रदर्शन की जांच कैसे करें एब्सलूट ऐरर उदाहरण के लिए अगर एक्चुअल वैल्यू 125 है और अनुमानित वैली 117 है तो ऐरर क्या होगा यह होगा 08 तो यह वाला प्रयोगात्मक है यह वाला अनुमानित है और यह वाला ऐरर तो ऐरर को कैसे कम करें उदाहरण के लिए अगर मैं यहां पर एक ही खत्म यहां पर तो औसत ऐरर क्या होगा तो यहां यहां अंतर 0 है आप इस रेखा से उन सभी अंतर को देखें और इनका आवश्यक निकाले तो आपको संख्या मिल जाएगी तो क्या यह मुमकिन है कि एक और रेखा लगाएं या दूसरे फंक्शन ले उदाहरण के लिए इस तरह का तुम मशीन लर्निंग इस डाटा के साथ कोशिश करेगा और यह रेखा बनाएगा इस तरह से की MAE कम हो यह सभी ऐरर का औसत हैजोकि कम होना चाहिए तो एब्सलूट वैल्यू के लिए यहां ऐसे काम करता है तैयार तीसरा उदाहरण है अगर आप किसी तरह का कुछ ले तो यहां कई सारी प्रोटीन है तो हमारा कार्य है कि हमें समान तरह की प्रोटीन को एक वर्ग में रखना है तो इन सामान तरह से प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे करें तो प्रदूषण को कैसे जाचे तो यहां पर आपइंटर ग्रुप प्रोटींस के बीच में औसत दूरी देखते हैं और यह न्यूनतम होना चाहिए अगर आप इस वाले को देखें आप देख सकते हैं कि यह वर्ग सबसे बढ़िया फिट है क्योंकि वर्ग के अंदर अगर अंतर को देखें तोहर कम है तो अब अगर आप दूसरे वर्गों की ओर चले तो वहां अंतर ज्यादा है तू यहां पर यह वाला वर्क को हम फिट कर सकते हैं से कम दूरी के साथ तो आप प्रोटीन के बीच की दूरी को न्यूनतम कर सकते हैं उदाहरण के लिए अगर यह क्लस्टर है और यह इस क्लस्टर के अंदर मौजूद होती है और इनमें अंतर कम है और इन सबकेएक जैसा प्रदर्शन वैल्यू होंगे तो दोअलग अलग तरह के लर्निंग एल्गोरिथ्म होते हैं हमने जो विभिन्न तरह के लर्निंग एल्गोरिथम की चर्चा की एक तो होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन दोनों में क्या अंतर है विद्यार्थी समय देखें 2629 पिछला डाटा ज्ञात है मतलब अगर आप डाटा कोलेबल करें अगर आप को परिणाम मालूम है तो फिर हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की तरह सीख सकते हैं आप कह सकते हैं कि इसके पास अनुभव होगा उस ज्ञात आउटपुट के द्वारा तो आप लेबल डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम अपने तरीके का विकास कर सकते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मैं आप लेबल वालों को जान सकते हैं तो यह आप खुद सीख सकते हैं और आप वर्ग को देखें जिसमें सब सामान वर्ग के ही होने चाहिए उदाहरण के लिए क्लस्टरिंग या फिर खुद ही इसे करेगा सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल्स के द्वारा संचालित होगा यहां आपको सही तरीके की जानकारी देगा लेकिन यहां यह सही नहीं है क्योंकि हमें डाटा ज्ञात है तो आप अंतर देख सकते हैं तो हम तरीके का अनुकूलन कर सकते हैं लेवल के आधार पर और मैं कुछ तरीके का उल्लेख करूंगा सुपरवाइज्ड लर्निंग यहां दो चरणों की प्रक्रिया है पहले चरण में आपको सीखना होगा किसी प्रशिक्षित डाटा सेट के द्वारा उदाहरण के लिए पहली स्थिति में यह आपका इनपुट है और यह आपका आउटपुट आपके आउटपुट के आधार पर यहां आपके इन टाटा की मैपिंग करेगा आपका जो भी आउटपुट है उसके परिणामसे सीखते हुए तो आप सीख सकते हैं और अंततः उसके हिसाब से अनुकूलन कर सकते हैं हमने वही अल्फा एल्गोरिथ्म इस्तेमाल किया है टेस्ट करने के लिए तो यहां पर कोई भी सीखना नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बस मॉडल है जोकि पहले से ही प्रशिक्षित है तो अब कुछ और लिखना नहीं होगा आप बस इनपुट X खोलें जो कि आपको आउटपुट देगा फिर आप प्रदर्शन का मिलान करें और यह दो चरण की प्रक्रिया है मोहरा तो एक है न्यूरल नेटवर्क और यह व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है अगर आप इस न्यूरल नेटवर्क का इतिहास देखें तो यह 80 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था जोकि दिमाग अगर दिमाग में लोगों में आपस में जुड़े हुए हैं किसी सिग्नल को या मैसेज को भेज सकते हैं संवाद के लिए इस स्थिति में क्या होगा हर एक न्यूरॉन सिग्नल लेगा बहुत से जुड़े हुए निराश के द्वारा और उसे निष्पादित करेगा दूसरे न्यूरॉन्स को अपने एग्जाम के द्वारा तो यह हमारे गतिविधि के लिए जिम्मेदार है उदाहरण के लिए कोई गतिविधि या यादें या सीखना वगैरा वगैरा इसी तरीके से आप इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं विभिन्नक्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए उदाहरण के लिए अगर आप एक सामान्य निर्वाण के मॉडल यह एक प्रकार का रिग्रेशन है 1d मैं अगर आप देखें तो आउटपुट z का f है और यह विभिन्न इनपुट से कनेक्टेड है उदाहरण के लिए x x2 x3 तो जैसा कि हम कह रहे थे विभिन्न वजन के बारे में अगर हमले w1 w2 और w3 तो f of z का फंक्शन आप लिख सकते हैं वजन की तौर पर जो कि इनपुट की तरह है तो आप अगर इक्वेशन को देखें w1 गुडे x1 w2 गुडे x2 गुडे w3 गुडे x3 यह एक डिसीजन फंक्शन हो सकता है तो आपके चिह्न के आधार पर उदाहरण के लिए यह जोड़ है तब यह TMS है और यह माइनस है और यह TMS तो आप कोई भी चिह्न फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी क्लास में नियुक्त करने के लिए तो यह सब नियुक्त किए हुए वजन है और इनके साथ हम अनबायस वजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह w0 है तो इस फंक्शन में तो इस स्थिति में यह फंक्शन y को आप पुनः लिख सकते हैं अगर आप कहें f of z बराबर है प्लस यह f of w0 जोकि अनबायस वजन है जैसे कि रिग्रेशन इक्वेशन में कांस्टेंट तो अब उदाहरण के लिए अगर आपके पास AND गेट है तो आउटपुट y है तो आपके पास चिह्न है जो कि बराबर है w0 प्लस w1 गुडे x1 plus w2 गुडे x2 तो हमारे पास x1 और x2 है तो उदाहरण के लिए अगर आप वजन w0 ले तो जोकि बराबर है माइनस 15 के w1 बराबर है 1 के w2 बराबर है 1 के तो x1 बराबर होगा 1 के x2 बराबर है 1 के f of x क्या होगा f of x आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं यह w0 है यह माइनस 15 w1 गुडे 1 विद्यार्थी प्लस 1 w2 गुडे x2 विद्यार्थी 1 प्लस 1 यह बराबर है विद्यार्थी 05 05 जो आपको 05 मिला पूर्ण तो आप देख सकते हैं कोई चिन्ह माइनस या प्लस यह बराबर है एक के और अगर आप दूसरा उदाहरण ले अगरx1 बराबर है 1 ओके औरx2 बराबर है 0 के इस स्थिति में माइनस 15 प्लस 1 प्लस 0 तो यह बराबर होगा विद्यार्थी माइनस 0 माइनस 05 इस स्थिति में यह माइनस 05 है यहां चिन्ह माइनस है तो यह बराबर है 0 के अगले दो क्लासेस दोनों ही माइनस है तो यह दोनों शून्य है तो यह आप देख सकते हैं चेन्नई के संदर्भ में और आप निश्चित कर सकते हैं कि यह TMH है या TMS तो अब नेटवर्क का निर्माण कैसे करें इसमें विभिन्न परतें हैं उदाहरण के लिए अगर पहली परत यह इनपुट परत है और यह एक और परत है और यह तीसरी परत है जोकि आउटपुट परत है बीच आप देख सकते हैं दूसरी परत जोकि छुपी हुई परत है तो यहां पर यह सभी वजन का अनुकूलन करेगा तो क्योंकि यह इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जहां x1 और h1 कनेक्टेड है w1 से और यह पहली परत है तो इसी तरीके से x1 और h2 कनेक्टेड है यहां पर यह 2 है और यह 1 यहां मैंने रखा 21 और यह पहली परत बनाता है तो आपने पहली परत रखी तो इसका वजन 21 है इसी तरीके से यह पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड है तो यहां एक x1 जुड़ा हुआ है h1 h2 h3 से और x3 जुड़ा हुआ है h1 h2 h3 से फिर आप आउटपुट देखें पुण्य तो यह छुपी हुई परत यह आउटपुट के लिए जाएगी इस स्थिति में वजन 11 या 12 या 13 या यह तीन है तो आखिर में जब हम यह सारी चीजें करेंगे तो आपके पास एक डिसीजन फंक्शन होगा जो कि आपको बताएगा कि यह कौन सी क्लास है यह TMS है या TMH है तो इसे कैसे करें हम देख सकते हैं h1 यह एक फंक्शन के तौर पर दिया गया है जिसकी चर्चा मैंने पहले की है यहां पर 10 या एक तरह का कांस्टेंट है आपके पास है x1 x2 x3 जिसका वजन है w11 w12 w13 और इसी तरीके से h1 की तरह हम h2 h3 का भी लिख सकते हैं फिर y जानकारी w11 और 12 और 13 के आधार पर आप फंक्शन लिख सकते हैं किसी छुपी हुई परत के संदर्भ में तो आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं तो वजन को कैसे लें या आपने वजन को कैसे सीखा तो सीखना प्रशिक्षण पर आधारित है और इसके लिए बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आउटपुट मिलता है इसके बाद आप वापस जाएं और वजन को समायोजित करें फिर आप उसकी प्रदर्शन की जांच करें और इस प्रक्रिया को फिर से करें तो आखिरकार बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथ्म के इस्तेमाल से यहां न्यूरल नेटवर्क में यह सीखता है और वजन का अनुकूलन करता है तो फिर आप इस मॉडल का इस्तेमाल किसी भी प्रेडिक्शन में कर सकते हैं अब दूसरा तरीका का चर्चा करूंगा जो कि है सपोर्ट वेक्टर मशीन तो यह सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है यह कैसे काम करता है उदाहरण के लिए अगर आपके पास कोई डाटा सेट है तो सपोर्ट वेक्टर मशीन हाइपरप्लेन को पहचानता है जोकि क्लासेस को n डाइमेंशनल स्पेस मैं विभाजित करता है उदाहरण के लिए इन दो डाटा के सेट में हाइपरप्लेन की पहचान कैसे करें उदाहरण के लिए अगर आप इसे यहां पर करते हैं तो यह साफ तौर पर इसे पर्दे का उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं TMH और TMS जिसे आप आसानी से वर्गीकृत कर सकते हैं तो यह रेखा रेखीय भी हो सकती है या गैर रेखीय भी हो सकती है तो या कुछ भी हो सकता है अब हमने दूरी को देखा यहां चौड़ाई कितनी है तो यहां यह प्लेन है इस तरह से की चढ़ाई अधिकतम होनी चाहिए इन दोनों वर्गों के बीच में उदाहरण के लिए TMH और TMS तो अगर आप इसे देखें आप इन सपोर्ट वेक्टर को बना सकते हैं तो कौन सी रेखाएं हैं जो कि बहुत नजदीक है यहां पर यह तीन परिस्थितियां हैं TMS के लिए और यहां यह चार परिस्थितियां हैं जो कि रेखा के काफी नजदीक है फिर हम इन सपोर्ट वेक्टर को निर्धारित कर सकते हैं चौड़ाई को बताने के लिए तो यह हम कैसे करें उदाहरण के लिए इस स्पेस में किसी भी प्लेन में अगर आप कोई भी बिंदु ले यहां यह आपका हाइपरप्लेन है तो आप एक सामान्य वेक्टर ले तो यह सामान्य वेक्टर मान लीजिए है W वेक्टर और फिर अगर W डॉट x i ज्यादा है 0 से तो आप इस अवलोकन को वर्ग 1 में डाल दें तो यहां आप देख सकते हैं TMH या फिर आप कह सकते हैं TMS अब समस्या यह है कि प्लेन का चयन कैसे करें इस परिस्थिति में हमें सीमा को बढ़ाना होगा तो यहां पर आपको W वेक्टर को न्यूनतम करना होगा तो यहां पर अगर आप इसका चलन करें तो आपको सही प्लेन मिल जाएगा तो आप सीमाओं को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं आप सपोर्ट वेक्टर को देखें तो एक सपोर्ट वेक्टर किसी भी सीमा को निर्धारित करने में मदद करता है तो यह कैसे काम करता है उदाहरण के लिए यहां इनपुट वेक्टर को परिवर्तित कर सकते हैं एक विशेषता में जैसे कि z स्पेस इसके बाद आप zi के सपोर्ट वेक्टर को पहचान सकते हैं इस तरीके से की यह a w डॉट z i का yi है यह आपका सपोर्ट वेक्टर है प्लस b एक कांस्टेंट है जो कि 1 के बराबर है टॉप w डॉट zi डॉट प्रोडक्ट प्लस b का yi बराबर है 1 के फिर आप एक सामान्य वेक्टर ले जोकि जोड़ होगा सपोर्ट वेक्टर w के स्केलर मल्टीपल का आप इस अल्फा को ले जोकि कांस्टेंट है और zi सपोर्ट वेक्टर है फिर आप सभी सपोर्ट वेक्टर का जोड़ लें आप को w मिलेगा जो कि आपको फिर एक सामान्य वेक्टर देगा फिर आपके पास डिसीजन फंक्शन है i of z यह आपको w डॉट z के लिए किसी भी चिन्ह के संदर्भ में बताएगा अगर यह पलस है और यह माइनस है तो आप विभिन्न क्लासेस को बता सकते हैं इन रेखीय वालों के स्थिति में अगर आप गैर रेखीय SVMs को ले तो किसी भी इनपुट वेक्टर के परिवर्तन के लिए विभिन्न कर्नल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज्यादा जानकारी के लिए और विभिन्न मशीन लर्निंग तकनीक के व्याख्या के लिए आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत व्याख्यान ओं को सुन सकते हैं तो हमने दो तरह के सुपरवाइज लर्निंग की चर्चा की तो यह कौन कौन से हैं विद्यार्थी SVM न्यूरल नेटवर्क और सपोर्ट वेक्टर मशीन के बाद अब हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में देखेंगे यहां एकअनिर्देशित लर्निंग है तो यह किसी अनलेबल्ड डाटा सेट के लिए उपयोगी है तो अगर आप आउटपुट निकाले किसी भी अनलेबल्ड डाटा सेट के लिए किसी भी सुपरवाइज्ड लर्निंग के विपरीत यहां अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथ्म मैं कोई भी सीधा तरीका नहीं है प्रदर्शन के जांच के लिए मगर उदाहरण के लिए कुछ तरीके जैसे कि k मिंस क्लस्टरिंग या प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप वगैरह अब देखते हैं यह कैसे काम करता है तो हम क्लस्टरिंग को लेते हैं यह एक तरीके का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है यह आमतौर पर अनलेबल्ड डाटा सेट को समानता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल होता है उदाहरण के लिए अगर आपके पास 100 प्रोटीन का समूह है और हाइड्रोफोबिसिटी विशेषता है तो आप को आपको सब 100 प्रोटीन की हाइड्रोफोबिसिटी पता है तो आप इन प्रोटीन को वर्गीकृत कर सकते हैं जिसे आप संख्या के आधार पर इधर उधर कर सकते हैं तो हर एक वर्ग में हाइड्रोफोबिसिटी के औसत का अंतर न्यूनतम होगा उसी तरीके से आप क्लस्टर भी कर सकते हैं उदाहरण के लिए mRNA क्लस्टरिंग करते हैं किसी भी जीन या प्रोटीन के को एक्सप्रेशन के पहचान के लिए विभिन्न तरह के क्लस्टरिंग तकनीक सामान्य रूप से यह वाला k मींस क्लस्टरिंग और हीरआर्किकल क्लस्टरिंग अब हम देखेंगे यह क्लस्टरिंग तकनीक कैसे काम करती है तो k मींस क्लस्टरिंग को ले तो यह हीरआर्किकल क्लस्टरिंग से ज्यादा सुदृढ़ और तेज है हमने पहले हीएक दूसरेएप्लीकेशन के साथ k मींस क्लस्टरिंग की चर्चा की यह एप्लीकेशन कौन सा है विद्यार्थी ग्रुपिंग जी हां ग्रुपिंग यहां या नॉन रिडंडेंट अनुक्रम है अगर आप cd hit का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने चर्चा की हुई है इस परिस्थिति में क्लस्टर्स की कुल संख्या पूर्व निर्धारित होनी चाहिए हमें यह बताने की आवश्यकता होगी कि हमें चार या पांच या कितने क्लस्टर की आवश्यकता है हम यहां 100 प्रोटीन का समूह ले रहे हैं अगर हमारे पास दो क्लस्टर हैं और यहां आप इसमें इसका प्रतीक चिन्ह भी लगा सकते हैं समय देखें 3916 प्रतीक चिन्ह कट ऑफ तो देश में आप क्लस्टर को हिला सकते हैं और संख्या के आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं k मींस क्लस्टरिंग क्या करता है तो यह किसी भी क्लस्टर के अंदर वेरियस को इटरेटिव तौर पर न्यूनतम करता है k मींस के लिए मुख्यता लॉयड एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल होता है जोकि दो चरण का इटरेटिव एल्गोरिथ्म है तो मैं आपको बताता हूं यह कैसे करते हैं तो अगर आप यहां डाटा का समूह देखें तो इसको क्लस्टर कैसे करेंगे तो सबसे पहले प्रारंभिक k क्लस्टर सेट को देखें यहां हमने कितने क्लस्टर का चयन किया है यहां आप विभिन्न क्लस्टर के लिए विभिन्न रंग दे सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 हम यहां पर k को 5 के बराबर रखते हैं फिर हर एक अवलोकन का यूक्लिडियन डिस्टेंस के आधार पर नजदीकी क्लस्टर निर्धारित करें उदाहरण के लिए अगर आप कंपोजिशन देखें विभिन्न प्रोटीन के लिए आप यूक्लिडियन डिस्टेंस की गणना कर सकते हैं इससे आप देख सकते हैं कि कौन से नजदीकी क्लस्टर हैं जोकि एक क्लस्टर का निर्माण कर सकते हैं हर एक क्लस्टर के सेट्रॉयड को सभी अवलोकन के मीन के तौर पर ले तो अगर एक क्लस्टर में आपके पास 10 प्रोटीन है तो आपको इससे औसत मिल जाएगा जिससे कि आपको क्लस्टर का मीन मिलेगा जिससे कि हम दूसरे क्लस्टर से उसकी असमानता वगैरह देख सकते हैं और संभावनाएं भी देख सकते हैं तो इसके अनुकूलन के बाद यह वह प्रोटीन है जो कि एक क्लस्टर मैं है तो जब एल्गोरिथ्म एकाग्र होगा तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह पांच विभिन्न क्लस्टर है 12345 यह वह प्रोटीन है जो कि हर एक क्लस्टर से संबंधित है तो एक बार जब यह एकाग्र होगा जब आप क्लस्टर देख सकते हैं हम इन क्लस्टर का इस्तेमाल किसी भी डाटा या अनुक्रम या डाटा सेट के चरणो को दोहराने के लिए कर सकते हैं